पिछली क्लास में हमने अति निकट टिप के डिस्प्लेसमेंट फील्ड इक्वेशंस को देखा है और मैंने यह भी कहा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस को विकसित करते समय स्ट्रेस फंक्शन को दो अलग अलग तरीकों से रखा है हम ओरिजिन को क्रैक टिप पर रखते हुए डिस्प्लेसमेंट का पता लगा सकते हैं और क्रैक के सेंटर में ओरिजिन को रखते हुए डिस्प्लेसमेंट का भी पता लगाएं फिर हम यह पता लगाने के लिए आगे बढ़े कि क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट क्या है और जब आप क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो हम जो परिभाषित करते हैं वह यह है कि जब आपके पास क्रैक ओपन हो तो इसे आप सीओडी कहते हैं और आपको यह कैलकुलेट करने के लिए कि Z 1 क्या है और Z 1 बार क्या है आपको मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और हम क्रैक के सेंटर के संबंध में संदर्भित स्ट्रेस फ़ंक्शन का उपयोग करेंगे और हमारे पास क्या होगा हमें अनिवार्य रूप से यह पता लगाना होगा कि u y का डिस्प्लेसमेंट क्या है और इसे uy12G21ImZ1 yReZ1 के रूप में दिया जाता है और आप जानते हैं कि कल क्लास समाप्त होने के बाद छात्रों में से एक ने आकर मुझसे पूछा कि आपने y0 कहा था और आपको सीओडी कैसे मिल रहा है क्योंकि भ्रम था y0 क्रैक के भीतर और साथ ही क्रैक के बाहर पूर्ण क्रैक एक्सिस को स्पेसिफाईस करता है लेकिन हमारे विकास में जो निहित है वह यह है कि हम अपना ध्यान केवल क्रैक की लंबाई माइनस a से प्लस a a to a तक ही सीमित रखेंगे जब हम इन स्टेप्स को विकसित करते हैं तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा तो अगर वह जानकारी दी जाती है तो आप स्पष्ट हो सकते हैं कि हम वास्तव में सीओडी का पता लगा रहे हैं वह क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट u y है जिसे 2 से मल्टीप्लय करना था क्योंकि आप एक तरफ पाएंगे नीचे भी u y की वही वैल्यू दी होगी तो यह वास्तव में ट्वाइस u y है आइए देखें कि हमें यह कैसे मिलता है हमें अनिवार्य रूप से zdz मिला है वास्तव में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको टेबल ऑफ़ इंटेग्रेल्स को याद करना होगा और यह भी देखें कि वेरिएबल को सबस्टिट्यूट करके इंटीग्रल का मूल्यांकन कैसे करेंगे और मैं आपको सुराग देना शुरू करूंगा फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इसलिए जब मुझे इसके इंटीग्रल को मूल्यांकन करना है तो आप एक अन्य वेरिएबल द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं आप m z2 a2 परिभाषित कर सकते हैं एक बार जब मैं m को इस तरह परिभाषित करता हूं तो आप पता लगा सकते हैं कि dm क्या है वह और कुछ नहीं बल्कि 2 z dz है फिर आप इसे इसमें प्रतिस्थापित कर सकते हैं और आराम से इंटीग्रल को मूल्यांकन कर सकते हैं मुझे लगता है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए मैं चाहता हूं कि क्लास एक मिनट के लिए सोचें और फिर उस पर विचार करें यह मुश्किल नहीं है मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वयं करें और मेरी स्लाइड से परिणाम सत्यापित करें आप जानते हैं कि इस क्लास में मैं लगभग तीन डेरिवेशंस लेने का प्लान बना रहा हूँ और सामान्य तौर पर मैं उनमें से केवल आधे को ही कवर करूंगा क्योंकि इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है कॉन्टिनुइटी प्रदान करने के लिए मैं लगभग तीन डेरिवेशंस को कवर करूंगा और उनमें से प्रत्येक के लिए कॉन्सेप्चुअल स्टेप और फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन है और कॉन्सेप्ट्स को आत्मसात करने के लिए छात्रों को जो कहा गया है उस पर चिंतन करने के लिए कुछ समय चाहिए तो इस प्रक्रिया में आपके बीच में कुछ ठहराव होंगे यह पाठ्यक्रम सीखने के लिए वह आवश्यक है अगर मैं एक के बाद एक जानकारी बताना शुरू कर दूं तो आप इसे समझने के बजाय केवल उनकी नकल करेंगे तो उन लोगों के लिए भी स्वस्थ विराम होगा जो वीडियो डाउनलोड करके पाठ्यक्रम का उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए मैं उन छात्रों की भी सराहना करूंगा जो सोचते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं और फिर स्लाइड्स में दी गई बातों से उत्तर की पुष्टि करें इसलिए पाठ्यक्रम के साथ सोचें तो मैं जानना चाहता हूं कि यह सुराग देने के बाद क्या आप इंटीग्रल का समाधान निकालने के लिए सक्षम हैं यह काफी सरल है तो मैं यहाँ प्रतिस्थापित कर सकता था तो यह dm2m जिसे इस तरह रिकास्ट किया जा सकता है और जब आपके पास इस तरह की फाइनल एक्सप्रेशन होती है तो इंटीग्रल मान का पता लगाना बहुत आसान होता है तो आपके पास अंतिम मान इस तरह दिया गया है यह और कुछ नहीं बल्कि m है और हम पहले ही m को डिफाइन कर चुके हैं तो यह और कुछ नहीं बल्कि है फिर मेरे पास जो है आपको उस पर विचार करना होगा आप इसे x के किसी भी मान के लिए y0 लाइन के लिए कर रहे हैं मुझे यह मिलता है और यहां फिर से आपको यह ध्यान रखना होगा कि हम वास्तव में क्रैक को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम x के किसी भी मान की बात नहीं कर रहे हैं हम a और a के बीच बात कर रहे हैं इसलिए यदि आप इस तरह देख रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन को भी हमारे उपयोग के लिए आसानी से रिकास्ट किया जा सकता है क्योंकि जो आप पाएंगे वह है आप पाएंगे i यदि आप इसे इस तरह से लिखते हैं यह डोमेन में हमेशा पॉसिटिव रहेगा जब x माइनस a से प्लस a a to a में बदल जाता है और जो आप यहां पाते हैं वह इसका इंटीग्रल है और कुछ नहीं बल्कि i है मेरा मतलब है कि यह जानबूझकर किया गया है क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट फील्ड इक्वेशन को देख रहे हैं तो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z 1 बार है इसलिए जब मैं Z1 बार का इमेजिनरी पार्ट कहता हूं तो मेरे पास यह पहले से ही है मुझे इसे केवल एक के रूप में कहना होगा और आपकी सुविधा के लिए u y का एक्सप्रेशन पुनः दिया गया है मेरे पास यह uy12G21ImZ1 yReZ1 मैं इमेजिनरी पार्ट को बहुत आराम से प्रतिस्थापित कर सकता हूँ मुझे रियल पार्ट ऑफ़ Z 1 के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लाइन y को 0 के बराबर मान रहा हूँ तो दूसरा टर्म समाप्त हो जाता है तो मेरे पास इस तरह की एक्सप्रेशन है uy12G21a2 x2 आप जानते हैं कि जब आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन होती है तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यह समाधान केवल क्रैक सेंटर के लिए ओरिजिन के रूप में मान्य है अन्यथा इसका अर्थ नहीं है और हमारे पहले के आंकड़े से हम पहले ही समझ चुके हैं कि क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं बल्कि 2 टाइम्स u y है जब मैं इसे सबस्टिट्यूट करता हूं तो मुझे COD4Ea2 x2 मिलता है यह समीकरण आपको क्या बताता है एक COD4Ea2 x2 होता है जिसे हमने प्राप्त किया है गणित के आपके ज्ञान से क्या यह एक और बहुत ही रोचक जानकारी देने की कोशिश करता है क्या उस पर टिप्पणी करने के लिए समीकरण को किसी अन्य रूप में रिकास्ट किया जा सकता है यह भी आपको देखना होगा क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अपने सभी एनिमेशन में कह रहा हूं कि मैंने एक ईलिप्स के रूप में क्रैक ओपनिंग को ध्यान से लिया है क्या वह जानकारी इस समीकरण में दी गई है यह निश्चित रूप से सॉल्व हो गया है जब आप इसे देखते हैं तो यह y डिस्प्लेसमेंट के अलावा और कुछ नहीं है तो मैं इसे x2a2y2b21 के रूप में रिप्लेस कर सकता हूं जो कि आपके ईलिप्स का सामान्य समीकरण है जब आप इसे मेजर और माइनर एक्सिस के संबंध में संदर्भित करते हैं तो ईलिप्स समीकरण ऐसा होगा तो क्रैक ओपनिंग डिस्पैसमेंट को देखकर आपको क्या मिलता है आपको एक जस्टिफिकेशन मिलता है कि क्रैक एक ईलिप्स की तरह खुलती है वह है सूचना नंबर एक और दूसरा यह है कि हम यह भी जानना चाहेंगे कि मैक्सिमम क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है आप इसे इस प्रकार पढ़ते हैं जब x0 है तो आपको इसे x टेंड्स टू 0 लेने की आवश्यकता नहीं है इसे x0 पढ़ें मैक्सिमम क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं बल्कि 4E है तो यह एक बहुत ही उपयोगी जानकारी है आप जानते हैं कि वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन से शुरू करते हुए हम स्ट्रिप स्ट्रेस फील्ड के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट फील्ड का भी पता लगाने में सक्षम हैं फिर हम एक कदम आगे बढ़े और पता चला कि क्रैक कैसे खुलती है अब हमें जो करना होगा वह यह है कि हमने पहले ही विकसित कर लिया है कि एनर्जी दृष्टिकोण के आधार पर एनर्जी रिलीज़ रेट क्या है अब स्ट्रेस दृष्टिकोण के आधार पर हमने विकसित किया है कि स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर क्या है वे वास्तव में भिन्न नहीं हो सकते हैं आप जानते हैं कि किसी प्रकार का अंतर्संबंध संभव हो सकता है हमारे पास स्ट्रेस फील्ड के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट फील्ड भी है तो क्या हम उस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं जो हमने वर्तमान में आपके लिए उपयोगी तरीके से प्राप्त की है ताकि आप अंतरसंबंध का पता लगा सकें आइए देखें कि हम इसे कैसे कर सकते हैं मैं दो तरीकों पर चर्चा करने जा रहा हूं हर एक मेथड में एक कॉन्सेप्चुअल स्टेप होता है देखें कि एक बार जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो यह सूक्ष्म है फिर इसके बाद एक मैथमेटिकल डेवलपमेंट होगा मैथमेटिकल डेवलपमेंट के लिए आपको फिर से टेबल ऑफ़ इंटीग्रल पर जाना पड़ेगा आप जानते हैं ये सब आपने अपनी इंजीनियरिंग के पहले वर्ष या दूसरे वर्ष में पढ़ा होगा आप जानते हैं कि यदि आप उनका उपयोग नहीं करते हैं तो आप उनमें से कुछ को भूल जाते हैं इव्यालुएशन ऑफ़ G बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ़ क्रैक फेसेस तो हम यह पता लगाएंगे कि क्रैक फेसेस के डिस्प्लेसमेंट के आधार पर एनर्जी रिलीज़ रेट क्या है मुझे क्या जानकारी है मेरे पास एक अच्छा एनीमेशन है जो दिखाता है कि जब लोड धीरे धीरे सिग्मा तक बढ़ जाता है तो क्रैक खुल जाती है और ध्यान रहे यह एक हाइली एक्सागेरटेड फिगर है यह विज़ुअलाइज़ेशन के लिए है और हमने जो कुछ भी विकसित किया है ऐसा क्या है जो हम जानते हैं वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन को विकसित करने और डिस्प्लेसमेंट फील्ड को देखने से पहले हमें यह नहीं पता था कि क्रैक की सतह क्रैक फेस कैसे डिस्प्लेस होगा अब हमारे पास वह जानकारी है सीओडी विकास से हम जानते हैं कि v डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं बल्कि v2Ea2 x2 है तो अब हम बेहतर हैं हमारे पास एक स्टेप और है एनर्जी रिलीज़ रेट विकसित करते समय हमारे पास कुछ भी नहीं था हमने बस एक ऐनोलॉजी को देखा और फिर कहा कि प्रोपोरशनयालिटी कांस्टेंट 2 जैसा कुछ है और फिर आपने एनर्जी गणना की और आप इसके साथ आगे बढ़े जस्टिफिकेशन यह था कि एडवांस स्टडीज़ में इसे इस तरह बताया गया है तो यह उससे मेल खाता है और हमने एनर्जी रिलीज़ रेट की यूटिलिटी पर चर्चा की अब मैं एक इनफ़ायनाईट प्लेट में एक सेंटर क्रैक की समस्या लेता हूं और ध्यान रहे हम यूनिएक्सिअल लोडिंग स्थिति के लिए बाएक्सिअल स्ट्रेस फील्ड के लिए समीकरण का उपयोग कर रहे हैं और हमने इसके लिए किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन देखा है और पहली पद्धति में हम अपना ध्यान केवल एक सेंटर क्रैक वाली इनफ़ायनाईट प्लेट तक ही सीमित रखेंगे हम अपना ध्यान केवल एक विशिष्ट समस्या तक ही सीमित रखेंगे जिसके लिए हम सब कुछ जानते हैं आप जानते हैं हमने इस समस्या के लिए कहा है कि K a है और आप यह भी जानते हैं कि आपकी एनर्जी रिलीज़ रेट क्या है तो मैं सीधे समाधान के आधार पर G और E के बीच संबंध क्या लिख सकता हूं हम ऐसा नहीं करेंगे हम एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे आपको अभी जो अतिरिक्त जानकारी मिली है वह यह है कि जब लोड लगाया जाएगा तो क्रैक खुल जाएगी और हमें यह जानने की जरूरत है कि एनर्जी रिलीज़ रेट विकसित करने के लिए इस अतिरिक्त जानकारी का उपयोग कैसे किया जाए मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें और मैं जो क्लू देना चाहता हूं वह यह है कि आप जानते हैं कि हम रिवर्सिबल सिस्टम्स को देख रहे हैं कोई एनर्जी लोस्स नहीं है मान लीजिए मुझे फेस को ओपन करने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता है या अगर मेरे पास फेस को बंद करने के लिए कुछ एनर्जी है तो वह दो नई सतहों के निर्माण के लिए आवश्यक एनर्जी होगी तो इस तरह आपको इसे देखना होगा अब आपको यह सोचना होगा कि सुपरपोज़िशन के सिद्धांत को लागू करके क्या आप इस समस्या का एक सरल रिप्रजेंटेशन पा सकते हैं जो की दो उपसमस्या का जोड़ है यदि आप उस दिशा से सोचते हैं तो आपके लिए एनर्जी रिलीज़ रेट को कैलकुलेट करने के लिए v के लिए एक्सप्रेशन का उपयोग करना संभव है कृपया इसके बारे में सोंचे इस तरह की समस्या वास्तविक समस्या यह है कि मेरे पास एक क्रैक है यह लोड सिग्मा के अधीन है और क्रैक खुल जाती है क्या मैं इसमें जाने के लिए दो उप समस्याओं की पहचान कर सकता हूं इसे करने का एक तरीका यह है कि मैं एक ऐसी समस्या की कल्पना कर सकता हूं जिसमें मेरे पास बिना क्रैक वाली प्लेट है और मेरे पास एक समान प्लेट है और मेरे पास क्रैक है जो दोनों तरफ कुछ भार से खुलती है क्या आप इस तरह के स्पष्टीकरण से सहमत हो सकते हैं यही समस्या है जो मेरे पास है इसे इस समस्या के समाधान के साथ साथ इस तरह की समस्या के समाधान के रूप में सोचा जा सकता है और स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर विकसित करने के हमारे ज्ञान से मुझे इस समस्या से जो भी स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर मिलता है वह वही होना चाहिए जो मुझे इस समस्या में मिलता है यहां मेरे पास एक क्रैक है और मुझे यह जानने की जरूरत है कि भार क्या होना चाहिए इसकी भी जरूरत है क्रैक को खोलने की जरूरत है और इसे इस एक हद तक खोला जाना चाहिए और क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट हमे पहले से ही मिला है इसलिए यदि मैं बनाए रखता हूं तो क्रैक एक ठीक फाॅर्स सिस्टम द्वारा खोली जाती है जो ऑटोमेटिकली स्पेसिफाय करे कि इस क्रैक टिप में क्या सिंगुलैरिटी है यह क्रैक बेहेवियर को मॉडल करेगा और जब आप इन दोनों समस्याओं को जोड़ते हैं तो यह समस्या संभव है और इस तरह के विचार से कि इस समस्या और अंतिम समस्या के लिए स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर समान है यह फ़ोर्स या लोड और कुछ नहीं बल्कि सिग्मा है यह ऐसा है जैसे आप एक इंटरनल प्रेशर सप्लाई कर रहे है और फिर क्रैक खुल जाती है तो एनर्जी रिलीज के दृष्टिकोण से मैंने इसे खोलने के लिए जो भी वर्क डन किया है वह एनर्जी है जो मुझे दो नई सतहों को बनाने के लिए आवश्यक है ध्यान रहे यह एक सोचा समझा प्रयोग है आपको मानसिक रूप से इसकी कल्पना करनी होगी अब इस जानकारी के साथ जब मेरे पास सिग्मा है जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट v है जो पहले से ही क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट से निर्धारित होता है क्या आप एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और आप जानते हैं कि हमने इसे यूनिट थिकनेस के रूप में लिया है हमने स्पेसिमेन को यूनिट थिकनेस के रूप में लिया है तब सारा काम हो जाता है यह कॉन्सेप्टचुअल स्टेप है कॉन्सेप्टचुअल स्टेप यह है कि आपको इसे दो उप समस्याओं के सुपरपोजिशन के रूप में देखना होगा तो मुझे एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखने दें क्योंकि हम हमेशा एनर्जी एक्सप्रेशन को देखते रहे हैं जैसे कि यदि आपके पास strain है तो आपके पास हमेशा वॉल्यूम होता है तुम सोचो और लिखो जो कुछ भी स्लाइड पर आ रहा है मैं आपसे पहले ही पूछ चुका हूं जरूरी नहीं कि वह सही हो अगर आप कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी लिखा है वह सही है तो आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं आप आँख बंद करके उसकी नकल कर रहे हैं देखिए आपको यहां अंतर करना है जब मैं यह एनर्जी एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मेरे पास स्ट्रेस है तो अगर मुझे फ़ोर्स का पता लगाना है तो मुझे इसे एरिया से मल्टीप्लय करना होगा लेकिन मैं स्ट्रेन से मल्टीप्लय नहीं कर रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लय कर रहा हूं तो अनिवार्य रूप से यह समीकरण vdA तक रिड्यूस होना चाहिए dv नहीं इसलिए आपको इसके बारे में बहुत सावधान रहना होगा और हमने चिंतन परीक्षण देखा है कि क्रैक फेसेस पर कार्य करने वाला फ़ोर्स सिग्मा है तुम्हें पता है यह कॉन्सेप्टचुअल स्टेप है कॉन्सेप्टचुअल स्टेप यह है कि हमें क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट मिल गया है जब मुझे एनर्जी का पता लगाना है तो मुझे यह पता लगाना होगा कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है और यह सूक्ष्म है मैं आपको बता रहा हूं कि यह काफी सूक्ष्म है अपने आप को आश्वस्त करने के लिए कि आपको फेस ओपन करने के लिए सिग्मा लगाना होगा बहुत सूक्ष्म है यदि आप इसे पकड़ लेते हैं तो आप एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं तब यह केवल गणित का एक अभ्यास है तो मेरे पास यह एनर्जी है क्योंकि क्रैक aa2Ea2 x2 क्योंकि आप पहले ही ऊपर की सतह और निचली सतह के लिए 2 से मल्टीप्लय कर चुके हैं इसलिए क्रैक की सतह को a to a के रूप में लिया जाता है तो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टचुअल स्टेपस समीकरण को लिखना है और कल्पना करने के लिए आपको फ़ोर्स को dA में लेना होगा और हमारे पास यूनिट थिकनेस है इसलिए dA dx1 dAdx1 हो जाता है यदि मेरे पास थिकनेस B की प्लेट है मेरे पास यहां कैपिटल B होगा क्योंकि इस तरह हमने फ्रैक्चर मैकेनिक्स में थिकनेस को परिभाषित किया है अब यह गणित में एक एक्सरसाइज है जिसे मैंने भी कहा था कि तुम तैयार होकर आओ मुझे आशा है कि आपने टेबल ऑफ़ इंटेग्रेल्स को देख लिया होगा और आइए देखें कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए मैं आपके लिए एक मिनट दूंगा आप जानते हैं कि यह आवश्यक है एक बार जब मैंने इसे दे दिया यहां तक कि उन श्रोताओं के लिए भी जो बाद में इस पाठ्यक्रम का उपयोग करने जा रहे हैं कृपया अपने तरीके से इंटीग्रल लिखने का प्रयास करें फिर इसे स्लाइड में दिखाए गए परिणाम से वेरीफाई करें आप जानते हैं यदि स्लाइड्स को क्रमिक रूप से दिखाया जाता है तो आपके पास सोचने के लिए बहुत कम समय होता है तो अपना दिमाग लगाओ गलतियाँ करो गलतियाँ करने से न डरें तब आप बेहतर याद रखेंगे मुझे लगता है कि मैं दिखा सकता हूं मैंने आपको कुछ समय दिया है इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूं कि एक्सप्रेशन किस तरह दिखते हैं यदि आप टेबल ऑफ़ इंटेग्रेल्स को देखें तो आपके पास यह एक्सप्रेशन उपलब्ध है aaa2 x2x2a2 x2a22sin 1xalimit यह आप सरल करते हैं आप जानते हैं आप सभी जानते हैं कि जब आपके पास sin 1 होता है तो वह क्या होता है जिसे आपको सबस्टिट्यूट करना होता है इसलिए जब आप सबस्टिट्यूट करते हैं तो आपको वह जादुई संख्या प्राप्त होगी क्योंकि अनलॉजी एप्रोच से जो पहले हमे डेरिवेशन मिला था जहा पे प्रोपोरशनलिटी कांस्टेंट को एक तरीके से लिया था जो की अंतिम परिणाम के साथ कंसिस्टेंट है अब हम क्या कर रहे हैं हम अंतिम परिणाम को मूल्यांकन कर रहे है हमने क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट को देखा है और फिर हमने पाया है कि फ़ोर्स क्या है और जब आप इंटीग्रल पोरशन के लिए एनर्जी कैलकुलेशन करते है तो यह 2 होता है तो मुझे यह 2a2 मिलता है और जब मैं पूरी एनर्जी का पता लगाना चाहता हूं तो यह और कुछ नहीं बल्कि 22E और यह इंटीग्रल वैल्यू इसलिए जब मैं इसे यहां सबस्टिट्यूट करता हूं तो मुझे यह मिलता है 2a2E यह वैसा ही था जैसा हमें पहले मिला था उस समय हमने 2अज़्यूम किया था यदि आपको याद है कि हमने किस तरीके से की वैल्यू क्या लि है अब हमें वह समाधान के हिस्से के रूप में मिल गया है और हमने किस तरह की समस्या उठाई है हमने सेंटर क्रैक वाली प्लेट ली है और जब मैं G को परिभाषित करता हूं तो क्या मैं एक क्रैक टिप या दो क्रैक टिप्स के बारे में बात कर रहा हूं यह भी महत्वपूर्ण है और यह वही है जो यहां बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है G1d Uad क्योंकि मेरे पास दो क्रैक टिप्स के साथ एक सेंटर क्रैक है तो जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूं तो मुझे G मिलता है 2 aE इस विशिष्ट समस्या के लिए देखें हम K के लिए एनालिटिकल एक्सप्रेशन भी जानते हैं K के लिए एनालिटिकल एक्सप्रेशन क्या है यह a है क्या आप इससे G और K के बीच अंतर्संबंध का पता लगा सकते हैं GK2E लेकिन हमने इसे यहां एक विशेष समस्या के लिए किया है एक सामान्य समस्या के लिए देखें हो सकता है कि आपके पास K के लिए कोई एक्सप्रेशन आपके लिए उपलब्ध न हो एक सामान्य समस्या के लिए आपको पहले सिद्धांतों से जाना होगा आपको इसे K के रूप में रखना होगा और फिर K और G के बीच एक अंतर्संबंध का पता लगाना होगा वास्तव में उस विकास के लिए हम स्ट्रेस फील्ड के साथ साथ क्रैक टिप के संबंध में डिस्प्लेसमेंट फील्ड का उपयोग करेंगे अभी हमने जो भी समस्या देखी है उसकी तुलना में विज़ुअलाइज़ेशन बहुत अधिक सरल और अधिक आश्वस्त करने वाला है हमने सेंट्रल क्रैक वाली प्लेट की समस्या को लिया है अब हम एक सामान्य समस्या की ओर बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले कि आप उसमें जाएं हम उन डिस्प्लेसमेंट फ़ील्ड्स पर भी नजर डालेंगे जो हमें मिले हैं और आपको जो ध्यान रखना होगा वह यह है कि हम डिस्प्लेसमेंट y को लेकर चिंतित हैं वह है डिस्प्लेसमेंट v या डिस्प्लेसमेंट u y हमें इसे प्लेन स्ट्रेस के बाद प्लेन स्ट्रेन के लिए विकसित करना होगा और इस एक्सप्रेशन का फ़ॉर्म क्या है इस पर एक नज़र डालो मुझे यह KIGr2sin2 मिलता है और हम क्रैक एक्सिस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं तो क्रैक एक्सिस पर यह कैसा होगा थीटा को स्पेसिफाय करने में और पोलर कोआर्डिनेट्स को देखते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा मैं आपको सभी क्लू दे रहा हूं और जब मेरे पास क्रैक टिप पर ओरिजिन फिक्स्ड है तो आप क्रैक सरफेस को कैसे डिफाइन करेंगे थीटा की वैल्यू क्या होगी कि जब मुझे इसका उपयोग करना होगा तो आपको इस एक्सप्रेशन में इसे सबस्टिट्यूट करना होगा इसलिए इस बात का ध्यान रखें क्योकि यह प्लेन स्ट्रेस है इसलिए हमारे पास u z के लिए भी एक्सप्रेशन है एक बार जब आप प्लेन स्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त कर लेते है तो आप इसे प्लेन स्ट्रेन के लिए भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं हमने उन्हें पहले विकसित किया है प्लेन स्ट्रेन की स्थिति के लिए भी आप देखें कि एक्सप्रेशन कैसा दिखता है मेरे पास यह sin22 2 cos22 है तो आपको यह जानकारी अपने दिमाग में रखनी होगी इंटेररेलशन बिटवीन KI एंड GI बाय क्लोजिंग ऐन इंक्रीमेंटल क्रैक एक्सटेंशन आइए अब हम एक सामान्य समस्या को देखें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि आप इसका एक साफ सुथरा स्केच बनाएं वास्तव में आप एक समग्र रेखाचित्र बनाए और उप रेखाचित्र बनाए जो क्रैक टिप पर क्या होता है उसके बारे में जानकारी दे तो आपको कई स्केच बनाने की जरूरत है और हम क्या कर रहे हैं हम एक प्लेट ले रहे हैं और फिर हम एक लोड सिग्मा लगा रहे हैं और मैं एक क्रैक टिप पर विचार कर रहा हूं आप जानते हैं कि हम पहले ही कह चुके हैं कि क्रैक टिप को बंद करने के लिए आवश्यक एनर्जी दो नई सतहों के निर्माण के लिए आवश्यक एनर्जी है संदर्भ स्लाइड समय 3204 यदि मैं लंबाई को डेल्टा a a के रूप में लेता हूं यदि मैं इसे बंद करता हूं तो बंद करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वह दो नई सतहों के निर्माण के लिए आवश्यक एनर्जी होगी और जिसके लिए हम इस तरह काँच तोड़ने का एक प्रयोग पहले ही देख चुके हैं यह प्रयोगशाला में एक दुर्घटना थी तो आप पाते हैं कि क्रैक फैलती है जब कलम हटा दी जाती है तो भराव देखी जाता है अत्यधिक ब्रिट्टल मटेरियल के मामले में यह दर्ज किया गया है माइका के लिए रिकॉर्ड किया गया ग्लास के लिए रिकॉर्ड किया गया और ध्यान रहे जब हम एनर्जी आधारित दृष्टिकोण विकसित कर रहे होते हैं तो हम केवल ब्रिट्टल सॉलिड्स पर विचार कर रहे होते हैं ब्रिट्टल सॉलिड्स से इसे इरविन और ओरोवन द्वारा प्लास्टिक डेफोर्मेशन के लिए एनर्जी लाने के लिए डक्टाइल सॉलिड्स तक बढ़ाया गया था लेकिन सिद्धांत विकसित करते समय हम अपना ध्यान ब्रिट्टल सॉलिड्स तक ही सीमित रखेंगे K I और G I के बीच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से संबंध स्थापित करें संदर्भ स्लाइड समय 3303 तो आपके पास प्लेट जिसमे क्रैक की लम्बाई a है और अब हमने स्ट्रेस फील्ड के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट फील्ड को विकसित करने में समय बिताया है मेरे पास यह क्रैक टिप के फॉर्म में है मैं क्या करने जा रहा हूं मैं लंबाई डेल्टा a के लिए क्रैक को बंद करने की कोशिश करूंगा देखिए यहां मैं देख रहा हूं कि क्रैक टिप के आगे क्या होता है मुझे डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना है डिस्प्लेसमेंट का पता लगाने के लिए मैं ओरिजिन के रूप में एक लंबी क्रैक टिप का उपयोग करूंगा स्ट्रेस्सेस का पता लगाने के लिए मैं छोटी क्रैक टिप ओरिजिन में देखूंगा आपको यह समझना होगा और जब आप एनीमेशन को देखेंगे तो आप इसकी बेहतर सराहना करेंगे और यहाँ जो उल्लेख किया गया है वह डिस्प्लेसमेंट पता लगाने के लिए संदर्भ के रूप में Q का उपयोग है जब मेरे पास Q होता है तो मुझे इस पर डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना होता है यह एक एक्सागेरटेड पिक्चर है यह वास्तव में यहाँ एक सीधी रेखा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी जिसका आपको उपयोग करना है थीटा 0 या 90 या 180 डिग्री है आपको कल्पना करनी होगी कि यह 180 डिग्री है क्योंकि मैं क्रैक टिप की बात कर रहा हूं ठीक है अब मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं कॉम्प्रेशन द्वारा क्रैक को बंद करने जा रहा हूँ मैं बीच में एनीमेशन रोक रहा हूँ इसलिए जब मैं इसे कॉम्प्रेशन द्वारा बंद करता हूं तो क्रैक फेसेस ठीक हो जाते हैं यह सब सोचा प्रयोग है फिज़िकली आप जाकर इसे इस तरह नहीं कर सकते तो मानसिक रूप से आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और मैं इस स्ट्रेस फील्ड को लिख रहा हूं देखें कि वेस्टरगार्ड के समीकरणों के आधार पर हमने जो कुछ भी विकसित किया है यह प्रत्यक्ष रूप है यह वही है जिसकी आपको सराहना करनी होगी मैं एक क्रैक टिप ले रहा हूं मेरी रुचि यह है कि यदि क्रैक एक लंबाई डेल्टा a तक फैली हुई है जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वह मेरी परम रुचि है मैं किसके लिए कर रहा हूँ मैं इसका उल्टा कर रहा हूं मैं एक लंबी क्रैक की लंबाई लेता हूं इसके एक हिस्से को चिंतन परीक्षण से बंद करता हूं और पता लगाता हूं कि बंद करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए मैं उन रिलेवेंट एक्सप्रेशन को लेता हूं जिन्हें हमने पहले ही क्रैक टिप के आसपास के फील्ड में विकसित कर लिया है ऐसा समाधान उपलब्ध है जब मैं इस एनीमेशन अनुक्रम को पूरा करता हूं तो आप पाते हैं कि क्रैक ब्रिट्टल मटेरियल के लिए भर जाएगी हम इसे पहले ही देख चुके हैं और अब आपके पास क्वांटिटीइज की कैलकुलेशन करने के लिए मेरे लिए एक तरीक़ा है मुझे फ़ोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f d पता लगाना है मुझे ओरिजिन के रूप में P पर फ़ोर्स को कैलकुलेट करना है इसलिए जब मेरे पास क्रैक की लेंथ होती है तो स्ट्रेस फील्ड जो भी हो स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिसकी क्रैक लेंथ है और मेरे पास एक स्मॉल एक्सटेंशन डेल्टा है और मुझे डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना है तो मुझे Q को ओरिजिन के रूप में पता लगाना है जो कि एक स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर द्वारा तय किया जाएगा जिसकी क्रैक लेंथ aa है देखिए गणित को विकसित करते समय हम कहेंगे कि हम इसे लेंगे वो लेंगे इत्यादि फिर हम एक अप्प्रोक्सिमशन लाएंगे जब आप स्मॉल कॉनटीटीज़ को संभाल रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि इसी तरह हम गणित का विकास कर सकते हैं यदि आप सुटेबल अप्प्रोक्सिमशन नहीं लाते हैं तो आप उत्तर प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे तो हम यही करने जा रहे हैं अब आपके लाभ के लिए मैं इस एनिमेशन को एक बार फिर दोहराऊंगा और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इस एनिमेशन में जो कुछ भी होता है वह दाईं ओर दिखाई देने वाले बिंदुओं के साथ सिनक्रोनाइज़ होता है तो मैं एनीमेशन दोहराऊंगा यह स्पष्ट करेगा कि वह कौन सा चिंतन परीक्षण है जिसकी हमें कल्पना करनी होगी तो क्रैक ऑफ़ लेंथ aa लें मुझे लगता है कि मैं इस एनीमेशन को फिर से दिखाऊंगा और बस एनीमेशन का निरीक्षण करें तो इससे आपको पता चलता है कि वह कौन सा चिंतन परीक्षण है जो हम कर रहे हैं और यदि आप डिस्प्लेसमेंट फील्ड या स्ट्रेस फील्ड का पता लगाना चाहते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं हमे रेलेवेंट क्वांटिटीइज को उचित तरीके से स्थानापन्न करना होगा और एनर्जी को मूल्यांकन करना होगा इतना सरल है वैचारिक रूप से यह अधिक आकर्षक है क्योंकि मैं वास्तव में क्रैक के एक छोटे से विस्तार को देख रहा हूं पहले के मामले में हमारे पास एक क्रैक थी कि यह कैसे खुल रहा है बंद हो रहा है क्रैक की मूल रूप से कैसे शरुआत हुई थी वो सारे सवाल जिनका हम जवाब नहीं देना चाहते थे यहां आपके पास एक क्रैक है क्रैक फैल रही है हम इसे बढ़ाने के बजाय बंद कर रहे हैं तो कन्सेप्चुली यह बहुत अधिक आकर्षक है हर चीज के लिए हम वेस्टरगार्ड समाधान पर निर्भर रहेंगे हम सिंगुलर सलूशन पर निर्भर करेंगे और फिर उपयुक्त एक्सप्रेशंस पर पहुंचेंगे तो ये दो शर्तें हैं जिन्हें आपको सोचना और लिखना है मैंने पहले ही समझाया है मैंने आपका ध्यान इस ओर भी दिलाया है कि यह कैसे किया जाना चाहिए और मैं इसे आपकी स्पष्टता के लिए एक मैग्नीफाइड पिक्चर के रूप में दिखाऊंगा तो मेरे पास यहाँ क्या है मेरे पास एक दूरी है जो क्रैक टिप पर है अब मैं देख रहा हूं कि दूरी डेल्टा a में क्या होता है मैं पहले ओरिजिन से एक स्थिति s की तरफ देख रहा हूँ जो कि P है और मैं छोटी दुरी को Δs ले रहा हूँ तो मैं 0 से Δa तक इंटेग्रेट कर सकता हु इस तरह मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं मैं लिखूंगा कि P से s की दूरी पर क्या होता है मुझे डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फ़ोर्स भी लिखना है देखें कि क्या मैंने पहले एनीमेशन नहीं दिखाया है आप कल्पना नहीं करेंगे कि एक डिस्प्लेसमेंट था जिसे फ़ोर्स द्वारा बंद कर दिया गया था जब फ़ोर्स पूरी तरह से लगाया जाता है तो आपके पास ओपनिंग नहीं होगी यह बंद है ठीक है तो केवल उस पहलू की कल्पना करने के लिए एनीमेशन किया गया था तो अब आपको Q लिखने के लिए कल्पना करनी होगी आपको कल्पना करनी होगी कि इस तरह की एक लंबी क्रैक थी और पता करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है P लिखना बहुत आसान है सिग्मा y वेरिएशन क्या है यह लिखने के लिए यह चित्रण काफी पर्याप्त है केवल डिस्प्लेसमेंट को पहचानने के लिए आपको कल्पना करनी होगी कि एक लंबी क्रैक थी और आपको थीटा और r की वैल्यू का उचित उपयोग करना चाहिए और एक्सप्रेशन प्राप्त करना चाहिए तो अब मैं आपसे क्या कराना चाहता हूं आप मुझे बिंदु s पर बताएं कि क्रैक फेसेस डिस्प्लेसमेंट का पता लगाने के लिए r और थीटा की वैल्यू क्या होगी जिसे मुझे सबस्टिट्यूट करना चाहिए तुम्हें पता है यह बहुत महत्वपूर्ण है वह कॉन्सेप्चुअल स्टेप है एक बार जब आप कॉन्सेप्चुअल स्टेप का उत्तर दे देते हैं तो शेष गणित है देखें कॉन्सेप्चुअल स्टेप वह है जिसे आपको आत्मसात करना होगा मैंने आपको बहुत स्पष्ट व्याख्या प्रदान की है आपको यह बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या है थीटा मैंने आपको पहले ही क्लू दे दिया है और आप में से कई लोग इस बात से भी सहमत हैं कि थीटा आप इसे के रूप में लेंगे आपको इसे 0 के रूप में नहीं लेना चाहिए आप जानते हैं आपको बहुत सावधान रहना होगा यह वह जगह है जहाँ आप जानते हैं आपकी सोच बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और इस स्थिति के लिए r की वैल्यू क्या है इसलिए हम देखेंगे कि मेरे नोट्स में क्या है तो मेरे पास यह r जैसा डेल्टा a माइनस s है क्योंकि मैं इसे Q के रूप में मेज़र रहा हूं मुझे इस दूरी का पता लगाना है जबकि स्ट्रेस फील्ड आप इसे 0 और rs रखते हैं तो इस सूक्ष्म अंतर पर ध्यान दें कि आप स्ट्रेस फील्ड के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट फील्ड भी लिखते हैं क्योंकि दोनों मामलों में ओरिजिन अलग अलग हैं तो आपको इसे पहचानना होगा उसकी वजह से आपकी दूरी और थीटा में भी फर्क होता है यदि आप इसे लिखते हैं तो यह बहुत ही सरल है गणित को आत्मसात करने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि यह सरल और सीधा है अब आपको जो याद रखना होगा वह यह है कि आपके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या है मैंने पहले ही इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह कैसा है क्योंकि मैं केवल अंतिम एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं और बस वेरिफाई करें कि क्या आपको समान एक्सप्रेशन मिली है क्योंकि मैं लंबाई a प्लस डेल्टा a aa की क्रैक लेता हूं मुझे लगता है कि K को KIKI के रूप में लिखा जाना चाहिए कुछ छोटा बदलाव होगा KIKIG2 हो जाता है अगर हम एक्सप्रेशन के दूसरे हिस्से की देखे तो यह 21 तक रिड्यूस होता है क्या इस स्तर पर यह ठीक है अब हमें डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मिल गया है अब देखना होगा कि फ़ोर्स क्या है आपको पहले सिग्मा y की वैल्यू लिखना होगा जो कि KI2s यह बहुत ही सरल और सीधा है यह सीधे आपके वेस्टरगार्ड समाधान से आता है तो अब मुझे ध्यान से एनर्जी एक्सप्रेशन लिखना है और जानबूझ कर इस एक्सरसाइज के लिए मैंने थिकनेस B की प्लेट ली है तो जब मैं थिकनेस B की प्लेट लेता हूं a Ba होता है तो मुझे GIBa को इव्यालूएट करना है आप जानते हैं जिसका उल्लेख मैंने अपने कई विषय विकास में पहले ही किया है कुछ मामलों के लिए मैं इसे यूनिट थिकनेस का उपयोग करूंगा कुछ मामलों में मैं इसे कॉन्स्टन्ट थिकनेस B के साथ करूंगा ताकि आप एक्सप्रेशन के विभिन्न रूपों से परिचित हो सकें क्योंकि अगर आप कोई किताब लेते तो वो एक खास अंदाज में फॉलो करते आपको जल्दी से यह संबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए कि क्या इसे यूनिट थिकनेस के लिए विकसित किया गया है या क्या इसे कॉन्स्टन्ट थिकनेस B के लिए विकसित किया गया है और इसी तरह आगे भी तो अब हमारे पास एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है तो यह और कुछ नहीं बल्कि 0 to a है मैं ऊपरी सतह को बंद कर रहा हूं मैं नीचे की सतह को बंद कर रहा हूं तो मेरे पास फैक्टर 2 है इस 2 को 2 क्रैक टिप्स के लिए न जोड़ें हम इसे इस तरह नहीं कर रहे हैं आप जानते हैं कि अगर आप इसे आधा सुनते हैं और फिर बस एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ऐसा मत करो आपको ध्यान से सुनना है उस संदर्भ को समझना है जिसमें हम इसे कर रहे हैं और एक्सप्रेशन को ध्यान से लिखें तो मेरे पास यहां क्या है मुझे एरिया का पता लगाने की जरूरत है तो मेरे पास यह dsB के रूप में होगा इसलिए sigma y dsB से फ़ोर्स मिलता है और डिस्प्लेसमेंट u y इसका हाफ हम हमेशा मानते हैं कि लोड धीरे धीरे लागू होता है हमारे सभी विकास में जब तक इसे स्पष्ट रूप से इम्पैक्ट लोडिंग या डायनामिक लोडिंग के रूप में नहीं कहा जाता है हम हमेशा मानते हैं कि लोड धीरे धीरे बढ़ाया जाता है इसलिए आपके पास फैक्टर ऑफ़ हाफ ऑफ़ फ़ोर्स डिस्प्लेसमेंट है वही हम यहां लिख रहे हैं और आप जानते हैं हमें एक और महत्वपूर्ण पहलू भी लाना होगा कि हमे लिमिट a0 लेना है इसलिए मैं एक्सप्रेशन को सरल बनाने जा रहा हूं मैं लिखूंगा कि सिग्मा y और u y के लिए एक्सप्रेशन क्या है और मेरे लिए u y के लिए एक्सप्रेशन को सरल बनाने की गुंजाइश है अगर मैं इस तरह की एक्सप्रेशन लिखता हूं GIa021a G0aKI2sKIKIa s2ds तो लिमिट में जब a0 है तो मैं क्या कह सकता हूं मैं बस इतना कह सकता हूं कि KI बहुत छोटा होगा तो मैं इसे केवल K I के रूप में लूंगा इसलिए मैं इसे KI2 लिखूंगा मैं यही करने जा रहा हूं और आप रुट ऑफ़ 2 pi और 2 pi के इस प्रोडक्ट का कुछ सरलीकरण भी कर सकते हैं और फिर इसे इस 2 से कैंसल कर सकते हैं और इस पुरे एक्सप्रेशन को फिर से लिख सकते हैं ऐसा करना संभव है आप एक प्रयास करें और फिर इसे सिम्प्लीफाई करें और हम करेंगे और हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन कैसा दिखता है तो एक्सप्रेशन इस तरह दिखता है मेरे पास GIa0KI21Ga0aa ss12 आप जानते हैं कि आपको इस इंटीग्रल को इव्यालुएट करना है और सामान्य प्रक्रिया वेरिएबल्स को सबस्टिट्यूट करता हूं मैं sa sin2 लेता हु अगर में इसे सबस्टिट्यूट करता हु तो मेरे लिए ये संभव है की इसे मैं सिम्प्लीफाई करू और इंटीग्रेशन की वैल्यू को मूल्यांकन करू कृपया समय लें और फिर प्रयास करें जब मैं a sin2 सबस्टिट्यूट करता हूं तो एक्सप्रेशन घटकर इंटीग्रल 0 से 2 तक कम हो जाता है 0 से a के बजाय यह 0 से 2 में बदल जाता है और इस डेल्टा सहित पूरी एक्सप्रेशन 2cos2 d है तो इसे इंटेग्रेट किया जा सकता है और आप जवाब पा सकते हैं बिल्कुल कोई समस्या नहीं है तो जब मैं ऐसा करता हूं तो यह 1 cos 2 के अलावा और कुछ नहीं होगा और फिर लिमिट्स को सबस्टिट्यूट करें यह केवल 2 होगा और जब आप यह सरलीकरण करते हैं तो मुझे GIKI2E मिलता है यह एनर्जी रिलीज़ रेट और स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर से संबंधित एक बहुत ही सामान्य एक्सप्रेशन है और वास्तव में जब इस संबंध की शुरुआत में रिपोर्ट की गई थी तो उन्हें लगा कि उन्होंने G गणना करने का एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया है क्योंकि KI2 को इव्यलूएट करना बहुत आसान है इस तरह लोगों ने इसे देखा और फिर आपके पास G के मूल्यांकन में एक रुकावट के रूप में था K की वैल्यू में समाहित है इसलिए लोगों ने इसे इस तरह से देखा है तो इस क्लास में हमने जो विकसित किया था हमने क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट को देखा था फिर हम यह एनर्जी रिलीज़ रेट और स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर के बीच एक अंतर्संबंध का पता लगाने के लिए आगे बढ़े हमने वास्तव में दो अलग अलग दृष्टिकोण देखे पहले मामले में हमने क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट का उपयोग किया और दो नई सतहों के निर्माण के लिए एनर्जी गणना करने का तरीका जानने के लिए चिंतन परीक्षण किया हमारी एक्ससरसाइज़ टेंशन स्ट्रिप में सेंटर क्रैक की समस्या तक ही सीमित था अगले प्रयोग चिंतन परीक्षण में हमने एक केस देखा जिसमे एक क्रैक किसी एक एड्जेस में से निकल रही थी और हम क्रैक के एक छोटे से सेगमेंट को बंद करना चाहते थे और इव्यालूएट करना चाहते थे कि क्रैक को बंद करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है क्योंकि हम ब्रिट्टल मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं सिस्टम रिवर्सिबल है हमने उस एनर्जी को एनर्जी रिलीज़ रेट के बराबर किया है और आपको जो अंतिम एक्सप्रेशन मिली है वह एक बहुत प्रसिद्ध बहुत उपयोगी एक्सप्रेशन भी है GIKI2E है और यह प्लेन स्ट्रेस सिचुएशन के लिए विकसित किया गया है उसे दिमाग़ में रखो प्लेन स्ट्रेस के लिए आपके पास हमेशा सिफारिश का एक सेट होगा फ्रैक्चर मैकेनिक्स में प्लेन स्ट्रेन के लिए कैलकुलेशन का एक और सेट है इसलिए आपको इन सभी मुद्दों पर नजर रखनी होगी चाहे हम प्लेन स्ट्रेस या प्लेन स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हों चाहे क्रैक टिप ओरिजिन के रूप में या क्रैक सेंटर ओरिजिन के रूप में इस तरह के मुद्दों को हमेशा अपने दिमाग में रखें